हमने चर्चा की स्वीप की याद करें हमने बातें की और आस्पेक्ट रेश्यो के बारे में उसके स्वीप के बारे में इन पैरामीटर पर हम अलग अलग बात करेंगे परंतु जब आप डिज़ाइन करते हैं तब आपको यह जानने की आवश्यकता होती है कि अगर यह दोनों साथ में हो तो क्या प्रभाव होगा एक और एक मिलाकर दो हो जाते हैं या यह दो से कम रह जाते हैं सांकेतिक रूप से क्या इनमे तालमेल होगा या नहीं क्योंकि आप एक बड़ा एस्पेक्ट रेश्यो रखना चाहेंगे जिससे ज्यादा अच्छी लिफ्टिंग कैरेक्टरिस्टिक मिले अच्छे से अच्छा LD साथ ही आप चाहेंगे ज्यादा स्वीप जिससे क्रिटिकल मॉक संख्या MCr बड़ा हो क्योंकि स्वीप के बढ़ने से MCr बड़ा हो क्योंकि स्वीप के बढ़ने से MCr बढ़ता है और मैं बात कर रहा हूँ हाई सबसोनिक वायुयान की क्योंकि एक सुपरसोनिक वायुयान के लिए फ्री स्ट्रीम मॉक नंबर पहले ही एक से अधिक है तब क्रिटिकल मॉक संख्या यहाँ निरर्थक है यह वह मॉक संख्या है जो वायुयान में किसी बिंदु पर स्थानीय रूप से मॉक 1 हो जाती है इसलिए जैसे जैसे हम स्वीप बढ़ाते हैं और आपने यह भी देखा है कि क्रिटिकल मॉक संख्या स्वीप एयरोफॉयल का tc पर तथा खुद एयरोफॉयल इत्यादि पर निर्भर करता है परंतु जब स्वीप हाई स्पीड विमान की हो जो सुपर सोनिक है के संबंध में बात करता हूँ तो जैसे मैंने कहा क्रिटिकल मॉक संख्या अर्थहीन हो जाता है क्योंकि फ्रीस्ट्रीम पहले से ही मॉक 1 से अधिक है वहाँ हम स्वीप को एक विशेष कारण से देते हैं हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि स्वीप एंगेल ऐसा हो जिससे 𝑀𝑐𝑜𝑠𝛬 यह स्पष्ट कर देता है कि नॉर्मल कंपोनेंट छोटा है जिससे छोटा ड्रैग होगा और साथ ही लिफ्ट भी कम होगी विंग की लीडिंग एज का कंटूर करने का व्यवस्थित तरीका क्या है आप समझेंगे की मॉक कोन क्या है और sin 11M∞ कृपया अपनी पुस्तक से दोहराएँ कि मॉक कोन क्या है मैं इसके अंदर केवल दृष्टि पात करूँगा आप जानते हैं कि यदि मैं ध्वनि की गति से तेज जा रहा हूँ तब t समय में ध्वनि के स्पीड से चलने वाली हलचल Vs t दूरी तय करेगी जबकि यान की गति ध्वनि की गति से अधिक है अतः वह यहाँ होगा फिर एक दूसरी हलचल इस तरह से आएगी आप जानते हैं कि समय बीतने के साथ यह बड़ी होती जाएगी और आप देखें यह रेखा अगर स्पर्श रेखा है तो इस कोण पर मॉक एंगल है ठीक अर्थात भौतिक रूप से सारी हलचल इस क्षेत्र के भीतर ही है और वह संबंध है sin 11M∞ और वास्तव में Mꝏ 1 से बड़ा है इसीलिए यह कोण तिरछा है इसलिए इसको नियंत्रित करने की सर्वोत्तम विधि क्या है अगर संभव हो अगर हमारे पास इस तरह की संरचना है तब आप यहाँ की गणना करें और यहाँ आप देख सकते हैं अगर यह एक है और अगर आप लीडिंग एज को के भीतर नियंत्रित कर सकते हैं तब आपको एक तिरछी संभावना मिलती है अथवा आपको एक सोनिक लीडिंग एज मिलती है परंतु यह हमेशा संभव नहीं हो पाता इसके विपरीत अगर आपकी लीडिंग एज इस मॉक कोण के बाहर है तब आपको सुपर सोनिक लीडिंग एज मिलती है समस्या यह है कि लिफ्ट लॉस होगा क्योंकि आप जानते हैं कि CLCL incomp M∞2 1 आप जैसे जैसे Mꝏ को बढ़ाते हैं CL या CLα में कमी होती है एक रास्ता यह है कि आप लीडिंग एज को मॉक कोन के अंदर रखें जो हमेशा संभव नहीं होता क्योंकि यह बहुत ही कष्ट साध्य है हमें वास्तव में विंग को सेंट्रल एक्सिस की तरफ फैलाना होता है जो अधिकांशत संभव नहीं हो पाता है इसलिए हाई सुपर सोनिक मामले के लिए वे इसे एयरोफॉयल स्तर पर ही संभालते हैं ऐसे करते हैं कि एक पॉइंटेड एयरोफॉयल का व्यवहार करते हैं यह एक ढीला कथन है सही कथन यह होगा कि सुपरसोनिक एयरोफॉयल की एक पॉइंटेड नोज होती है परंतु इसकी भी अपनी समस्याएं हैं परंतु दिशा निर्देश इसी तरह के हैं सुपरसोनिक एयरोफॉयल की लंबी श्रृंखला है बहुत काम किया गया है और उनका डेटाबेस उपलब्ध है जो प्रासंगिक भी है क्योंकि हम सुपरसोनिक वायुयान पर और फोकस नहीं करेंगे मैं वापस कम गति वाले सबसोनिक वायुयानो के विषय पर आ जाता हूँ लेकिन मैंने सोचा था कि मुझे यह सब भी बताना है ताकि आप की अभिरुचि बढ़े और आप ज्यादा पढ़ें मेरा व्याख्यान इस पाठ्यक्रम स्तर 1 के लिए आपको डिज़ाइन पुस्तक की विषय सूची दिखाने जैसा है यह आपको जानना है और एकीकृत करना है क्योंकि हम स्वीप बैक पर बात कर रहे हैं तरुण छात्र के मस्तिष्क में उठने वाले साधारण प्रश्न वह हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं युवा लोग पीछे मुड़कर नहीं चाहते आप देखते हैं कि आज परिदृश्य बदल रहा है पड़ोसी देश ने जाहिर तौर पर सोचा कि अधिक सैन्य शक्ति से वह हमें अनुशासित कर सकते हैं हम अपने सैनिकों को सलाम करते हैं जिन्होंने हमें सही चित्रण दिया है बताया है कि देश की सुरक्षा के लिए हम पीछे हटना नहीं जानते आज का युवा ऐसे ही है आज के भारत का युवा इसलिए उनका स्वाभाविक रूप से प्रश्न होता है कि आप स्वीप बैक की बात कर रहे हैं स्वीप फॉरवर्ड क्या है अगर यह स्वीप बैकवर्ड है मेरा कहना है कि मैं मान रहा हूँ कि अनेक एयरोफॉयल समुचित अंतराल पर है स्वीप फॉरवर्ड इस तरह की होगी इसलिए इसे वापस लेने की जगह इसे इस तरह से आगे नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि जहाँ तक 𝑀𝑐𝑜𝑠𝛬 का संबंध है वह यहाँ भी सही होगा लंबवत भाग छोटा होगा एक प्रत्यक्ष लाभ जो देखा जाता है की किसी स्वीप बैक केस में बहाव के लिए टिप पर जाने की प्रवृत्ति होती है और यह टिप स्टाल के विरुद्ध होती है जो एक सही भाग है इसलिए यह टिप एरिया पर वह बाउंड्री लेयर बढ़ती है और इसकी टिप स्टाल प्रवृत्ति है यह एकीकरण है जो सही है इसलिए स्वीप बैक टिप स्टॉल को निश्चित करेगा या प्रोत्साहित करेगा परंतु फॉरवर्ड स्वीप की प्रवृत्ति टिप के स्थान पर रूट को स्टॉल करने की होगी यहाँ रूट स्टॉल होने के लिए पहले प्रेरित होगी जिसे विमान चालक पसंद करेगा क्योंकि यह इस बात का संकेत होगा कि वह स्टाल एरिया में प्रवेश कर रहा है फॉरवर्ड स्वीप के लिए यह एक अंतर है जो प्रत्यक्ष अंतर नहीं लाता है एक चर्चा यह भी हुई थी फारवर्ड स्वीप को एक समस्या हो सकती है जिसको ऐरो इलास्टिक डिवेर्जेंस कहते हैं मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊँगा पर मैं आपको यह बताऊँगा कि एक साधारण व्यक्ति के लिए किया क्या है अगर स्वीप बैक के समय कुछ आगे आता है और इलास्टिक एक्सिस वह एक्सिस है जिस पर किसी बिंदु पर हम बल लगाते हैं और टॉरशन नहीं होता बल्कि मात्र बेन्डिंग होती है इलास्टिक एक्सिस ऐसे बिंदुओं का लोकस है जिस क्षण विंग फॉरवर्ड करते हैं यह संदेह है या संभावना रहती है कि विंग एक घुमाव से अपने ऐटिटूड को अंतहीन बढ़ाता है और विंग नोज अप हो जाता है अर्थात एंगल ऑफ अटैक बड़ा हो रहा है इसलिए स्टॉल इत्यादि होने से बाहर निकल सकता है जिसकी संभावना स्वीप बैक विंग के लिए बहुत कम है अब तो नए नए द्रव्य हैं लिमीटर्स भी हैं इसलिए वास्तविक समस्या यह नहीं है परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से हम स्वीप बैक का ही अनुसरण करते हैं आप पाऐंगे कि ऐसी मानव रहित एरियल यानों में जोड़ी जा रही है और आप पा सकते हैं एक विंग स्वेप्ट बैक और दूसरा स्वेप्ट फॉरवर्ड हो जो सैद्धांतिक रूप से संभव है यहाँ पर अधिक अंतर नहीं मिलता कृपया समझें कि वायुयान मात्र विंग के आकार का नहीं है आपको सुनिश्चित करना है चालक रखरखाव दृश्यता इत्यादि सभी चीजों को एकीकृत कर ही विन्यास को ठीक कर सकते हैं आप यह भी देखेंगे किस स्वीप बैक को लाभप्रद बनाया गया कल्पना करें कि आप एक विंग बना रहे हैं आप एक वर्टिकल टेल को यहाँ रखते हैं यह विंग है और यह टेल है अगर आप इस वर्टिकल टेल को अधिक प्रभावी बनाना चाहते हैं तो विंग को स्वीप करें अगर आप वर्टिकल टेल को स्वीप बैक करेंगे तो यह और भी प्रभावी होगा कौन सी वर्टिकल टेल अगर आप विंग को सही कर रहे हैं तो कई वर्टिकल टेल हो सकती हैं आप विभिन्न संयोजन कर सकते हैं आप यह भी देखते हैं कि यह एक वायुयान है और आप आगे बढ़ाने वाला इंजन यहाँ रख रहे हैं मेरे इंजन रखने से ही यान का सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी पीछे आ जाता है सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी के पीछे आ जाने से हम इसे टेल हैवी कहते हैं स्थिरता के लिए एयरोडायनेमिक केंद्र को भी विंग्स को स्वीप देकर पीछे लाते हैं क्योंकि टेल हैवी हो गई है आज वायुयानों सारा परिदृश्य बदल गया है फोकस यह है कि अस्थिर का अर्थ अनियंत्रित नहीं है अस्थिर वायुयान बनाकर भी आप उस को नियंत्रित कर सकते हैं सभी आयाम जो बताए गए हैं अपनी अपनी जगह सही है इनका एकीकरण विभिन्न ज़रूरतों विभिन्न उद्देश्यों से करने पर विभिन्न बिंदुओं पर विभिन्न विचार ठीक उतरते हैं यह एक सामान्य कथन नहीं है कि संरचना सामान्यतः ज्यादा अच्छी है अन्य प्रश्न जो मेरी चर्चा में था कि हमें एस्पेक्ट रेश्यो बढ़ाने से प्राकृतिक प्रेम है जो संरचना समूह को अक्सर सताती है हमें पसंद है विंग को स्वीप बैक देकर तेज़ दिखाना अगर मैं इसमें जोड़ सकूँ इसका परिणाम तो मैं कहूँगा 1 जोड़ 1 सांकेतिक रूप से 2 ही होते हैं क्योंकि हमें एस्पेक्ट रेश्यो बढ़ाना पसंद है तो इसलिए हम स्वीप बैक को भी चाहते हैं होता यह है कि स्वीप बैक होने से बहाव की प्रवृत्ति टिप की दिशा में होती है तात्कालिक चिंता है टिप स्टाल टिप स्टाल उच्च एस्पेक्ट रेश्यो फिर अल्फा स्टॉल का कम हो जाना स्वीप बैक और उच्च एस्पेक्ट रेश्यो का संयोजन आप को संकट में डालेगा आप समझ रहे हैं स्वीप बैक प्रवाह टिप की दिशा में होने से एस्पेक्ट रेश्यो और 𝛼stall कम हो जाता है इसलिए सज्जनों टिप स्टाल और बढ़ जाएगा अगर आप एस्पेक्ट रेश्यो और स्वीप बैक का संयोजन चाहते हैं तो इसे संभालने की सर्वोत्तम विधि है कि आप देखें कि टिप पर को कुछ ट्विस्ट है विंग के टिप को थोड़ा ट्विस्ट दें यानी अगर टिप स्टाल की समस्या आ रही है तब आप टिप पर एक ट्विस्ट देने का प्रयास करें इससे नेट एंगल ऑफ़ अटैक इस क्षेत्र में उतना कम होगा जितनी ट्विस्ट आपने विंग को दी है इसे कहते हैं वाशआउट का सिद्धांत अगर आप यहाँ लोकल एंगल ऑफ़ अटैक को बढ़ाना चाहते हैं तो इसे कहते हैं वाश इन अभी मैं ट्विस्ट शब्द का प्रयोग करता हूँ अभी अभी मैंने ट्विस्ट के बारे में चर्चा करी तो पहले विंग पर पड़ रहे लिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन को जानना आवश्यक है पहले हम विंग के लिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें इस संबंध में हम चर्चा करेंगे टेपर रेशियो की जिसे आप जानते हैं टिप कॉर्ड और रूट कॉर्ड का अनुपात अर्थात टेपर रेशियो है और विशेषकर अगर विंग पर लिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन एलिप्टिकल है और गति कम है तब इंड्यूसेड ड्रैग न्यूनतम होता है इसका पता एयरक्राफ्ट परफॉरमेंस 1 कोर्स से चलता है यह कथन अन ट्विस्टेड अन स्वेप्ट विंग से केवल कम गति पर मान्य है अन ट्विस्टेड अन स्वेप्ट विंग महत्वपूर्ण है खास विंग प्लेनफोर्म एलिप्टिकल दिखेगायहाँ मैं इसे प्रायोगिक तौर पर बनाता हूँ और लिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगा आप किसी भी पुस्तक में देखें यह सब वहाँ उपलब्ध है यह मात्र दोहराने का भाग है यह एक एलिप्टिकल विंग है और इसका निर्माण सरल नहीं है यदि आपको एक संख्या दी जाए तो अगर किसी रेक्टेंगुलर विंग के लिए वही एस्पेक्ट रेश्यो हो जो एलिप्टिकल विंग का एस्पेक्ट रेश्यो है तो एलिप्टिकल विंग के व्यवहार से लगभग 7 से 8 तक के इंड्यूसेड ड्रैग पा सकते हैं परन्तु एलिप्टिकल विंग का उत्पादन इतना सरल नहीं है और पहले विश्वयुद्ध से लेकर दूसरे विश्व युद्ध तक सुपर मेरिन स्पिटफायर ने लगभग एलिप्टिकल विंग व्यवहार किया हम लोग जब चर्चा कर समझ रहे हैं हम निसंदेह यह प्रण लेते हैं कि हमारे ज्ञान के द्वारा ऐसा परिदृश्य नहीं बनना चाहिए जिससे मानवता या ब्रह्मांड का विनाश हो जाए इसका यह अर्थ नहीं है कि डिज़ाइनर का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह संकट में होने पर मात्र स्वयं की रक्षा में समर्थ हो विशेषकर ऐसा देखा जाता है कि अगर रेक्टैंगुएलर विंग का टेपर रेश्यो लगभग 0 4 05 आपको वैसा ही लिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है जैसा कि एलिप्टिकल विंग से क्योंकि हम ट्विस्ट की चर्चा कर रहे हैं आप किस प्रकार ट्विस्ट को वायुगतिकीय रूप से व्यवहार कर सकते हैं मूल रूप से हम जानते हैं कि मेरे पास एक ऐसा विंग है जिसका कॉर्ड कांस्टेंट है और एक अन्य विंग है जो कि टेपर है मैं जैसे ही कांस्टेंट कॉर्ड का व्यवहार करता हूँ तो टिप के पास अनावश्यक रूप से बड़ी लिफ्ट पैदा होती है जैसे ही हम टिप के पास और ज्यादा लिफ्ट लगायेंगे तब हम अधिकतर वोर्टिसिस के पास भी आ जाते हैं इससे संरचनात्मक रूप से अधिक बेंडिंग मोमेंट मिलती है पर क्योंकि हम एलिप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं मैं बात करता हूँ कांस्टेंट कॉर्ड के लिए जिससे टिप पर अनावश्यक भार पड़ता है यहाँ भार कम करने के लिए हम टेपर रेश्यो करते हैं वास्तव में हम यहाँ कॉर्ड को छोटा करते हैं इस तरह लिफ्ट या भार कम हो जाता है अगर आपके पास मात्र रेक्टैंगुलर विंग है और आप टेपर नहीं चाहते हैं तब स्थान के लगभग हमें 10 ऋणात्मक ट्विस्ट देना होगा ताकि इस क्षेत्र में अधिक लिफ्ट ना हो क्योंकि आप इंड्यूसेड ड्रैग से बचना चाह रहे हैं और इंड्यूसेड ड्रैग सतह के ऊपर और नीचे लगने वाले दबावों के अंतर पर निर्भर करता है इसलिए यहाँ मैं उसको कम कर रहा हूँ ठीक इसलिए मुझे एक ऋणात्मक ट्विस्ट देना होगा तो यहाँ पर एयरोफॉयल इस तरह का था मैं उसे इस तरह से करूँगा देखें यह एयरोफॉयल था मैं इसे लगभग 10 ऋणात्मक ट्विस्ट दे रहा हूँ जॉमेट्रिकल ट्विस्ट क्या है यही मैंने आपको समझाया था जो जॉमेट्रिकल ट्विस्ट है तो मैं लिखता हूँ यह एयरोफॉयल में वास्तविक बदलाव एंगल ऑफ़ इन्सिडेन्स में बदलाव जिसे हम एयरोफॉयल के रूट के सापेक्ष नापते हैं हमारे किए गए ट्विस्ट की एयरोफॉयल के रूट के सापेक्ष होती है मैं इस तरह से एक डाउन नेगेटिव ट्विस्ट भी कर सकता हूँ वाश आउट और वाश इन को बढ़ा भी सकता हूँ यह एक जॉमेट्रिकल ट्विस्ट था मैं ऐसा ट्विस्ट भी दे सकता हूँ जो लंबाई के समानुपाती हो जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है स्थानीय दूरी पर ट्विस्ट भी बढ़ता है जो यहाँ मैं कर रहा हूँ इस तरह ट्विस्ट लंबाई के समानुपाती हो सकता था इसलिए लिनियर ट्विस्ट पर आप ब्लैक बोर्ड पर आसानी से बता सकते हैं वाश आउट वाश इन washout wash in सोचें जब इनको कारखाने में बनाया जाता है तो वहाँ आप बनाने वालों को कितना परेशान करते हैं सर्वप्रथम जो भी ट्विस्ट वे दे रहे हैं उसे उन्हें नापना भी है और मान्य भी करना है इसमें बहुत प्रयास लगता है इन सभी ट्विस्ट को नितांत आवश्यक होने पर ही लगाएँ सिर्फ आनंद के लिए नहीं अगर हम स्टॉल से परेशान हैं तो टिप स्टॉल से बचने और दूर करने के अन्य तरीके भी हैं जिनको एयरोडायनेमिक ट्विस्ट कहते हैं जब हम एयरोडायनेमिक ट्विस्ट की बात करते हैं डिज़ाइनर अधिक रहता है स्टॉलिंग लक्षणों का सुधार करने में या एक दृष्टि से वह चाहता है कि स्टॉल पहले रूट पर हो फिर टिप पर क्योंकि अइलरों यहाँ काम करते हैं इसे करने का सर्वोत्तम मार्ग है एयरोफॉयल में यहाँ खास केम्बर का व्यवहार किया जाए यहाँ आप कम केम्बर रखते हैं तो यहाँ रूट के सापेक्ष कम केम्बर है रूट पर ज्यादा केम्बर वाली और आप जानते हैं की केम्बर के बढ़ने से स्टॉल एंगल कम होता है इसलिए रूट पर ज्यादा केम्बर वाली एयरोफॉयल लगते हैं और एक 𝐶Lmax भी मिलता है साथ ही पर कम केम्बर लगाते हैं इसलिए यहाँ स्टॉल एंगल ज्यादा है स्टॉल एंगल के पास होने से यह क्षेत्र पहले स्टॉल करेगा पर ब्लैक बोर्ड पर यह ठीक लग रहा है मैं निरंतरता कैसे रखूँगा जब हम विंग की सतह पर विभिन्न विभिन्न केम्बर वाले एयरोफॉयल लगाते हैं उसमे निर्माण समस्या है निर्माण चातुर्य आवश्यक है समय मिला तो मैं निश्चित ही प्रदर्शित करूँगा कि किस तरह से आजकल प्रयोगशाला में मानव रहित आकाशीय यानों को डिज़ाइन करते हैं आजकल हम 40 kg भार का मानव रहित आकाशीय यान डिज़ाइन कर रहे हैं आप देख सकते हैं किस प्रकार ऐसी घटनाएँ होती है आप सराहना कर सकते हैं कि कैसे मैं आपको प्रारंभ में इस भौतिक परिदृश्य का कुछ विचार देने का प्रयास कर रहा हूँ और फिर खींचकर आपको डिज़ाइनर संख्याओं के परिप्रेक्ष्य में लाता हूँ उदाहरण स्वरूप अगर कोई कहे कि मुझे वहाँ उत्पन्न होने वाले ट्विस्ट के लिए औसत संख्या कैसे मिलती है तो इसका सामान्य नियम है कि आप उनका औसत लें एक डिज़ाइनर की तरह शुरू करें अगर कोई पूछता है कौन सा एस्पेक्ट रेशियो हम डिज़ाइन की संकल्पना करें मैं कहता हूँ ट्रांसपोर्ट विमान के लिए 8 लें CL के लिए 55 रेडियन लें पर अगर कोई पूछता है कि किस प्रकार की विंग लोडिंग मैं कहूँगा ठहरे इस बारे में हम अगले व्याख्यान में बात करेंगे हम लोग थ्रस्ट आवश्यकता थ्रस्ट लोडिंग विंग लोडिंग आवश्यकताओं जैसे वायुयान के डिज़ाइन के महत्वपूर्ण भागों को जानने के बहुत निकट है मेरी सलाह है कि आप एयरप्लेन परफॉर्मेंस 1 एयरप्लेन परफॉर्मेंस 2 दोहरा ले जब भी संबंधित सामग्री की चर्चा हो पुस्तकें पढ़ें गूगल करें गूगल अंकल से सवाल करें और अंत में ब्लैक बोर्ड से आपके क्षेत्र में डिज़ाइन विचार आपके साथ रहे तभी आप एक डिज़ाइनर है